कई अलग अलग ऑक्सीजन युक्त प्रजातियों को अनुनाद रमन स्पेक्ट्रल डेटा द्वारा बहुत आसानी से कैरक्टराइज किया जा सकता है अब आगे बढ़ते हैं यहां हमारे पास पहले के अध्ययन है जो यह बताते है कि यह एक क्रिस्टल संरचना है यह कहीं 1980 का है मैं इसका संदर्भ देना भूल गई सो यह azidomethemerythrin है अब इस मामले में जैसा कि आप देखते हैं कि 2 हिस्टिडाइन वहां था और यह खाली कोआर्डिनेशन साइट ऑक्सीजन से जुड़ी है लेकिन जब तक यह संरचना हमें नहीं पता थी उससे पहले इस संरचना को पहले एक एज़िडो बाइंडिंग समूह के साथ रिपोर्ट किया गया था और बाद में इस तरह की या एसिटोनिट्राइल या ओटीएफ के साथ समान स्पीशीज या इसी तरह की अन्य स्पीशीज का भी पता चला तो इस खाली कोआर्डिनेशन साइट को आसानी से जांचा जा सकता है और यहां पर तीन 3 हिस्टडीन मॉलिक्यूल देखे जा सकते हैं और साथ ही ये एस्पार्टेट और ग्लूटामेट बाइंडिंग के साथ साथ हाइड्रॉक्सी बाइंडिंग है यह प्रोटीन का एक निष्क्रिय रूप है तो इस प्रोटीन क्रिस्टल संरचना में एक म्यू ऑक्सो डाई आयरन III कोर होता है यह कृत्रिम रूप से एज़िडो आयन का ऑक्सीकरण करता है यह एज़िडो आयन ऑक्सी हेमेरिथ्रिन में हाइड्रोपरॉक्सो आयन के स्थान परआ जाता है और जैसा कि हमने पहले भी बताया है इस जगह पर यह एज़िडो से जुड़ा हुआ है हाइड्रोपरॉक्सो वहाँ नहीं है इसीलिए एजिडो यहां एज़िडो एनायन से जुड़ा हुआ है और ये प्रारंभिक क्रिस्टल संरचना है जो स्पष्ट रूप से इन डाई आयरन केंद्र की कैरेक्टरिस्टिक कोर दिखा रही है यहां पर इस मामले में 2 आयरन के केंद्र के बीच एंटीफिरोमैग्नेटिक स्पिन एक्सचेंज होता है 2 उच्च स्पिन आयरन III सेंटर इस ऑक्सो पुल के माध्यम से अपने स्पिन का आदान प्रदान करते हैं तो ये प्रारंभिक अध्ययन हैं लेकिन रिलेटिव ओरियंटेशन रिलेटिव बाइंडिंग और हेमिथ्रिन के कोर के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं ऐसे कई अध्ययन हैं जो इस तरह के एज़िडो मेटिमोहेमेथ्रिन की संरचना की मिमिक करने के लिए किए जाते हैं तो यह इस 1983 की रिपोर्ट के अनुसार इस आयरन पर 3 हिस्टिडाइन और इस दूसरे आयरन पर 2 हिस्टिडीन के साथ साथ एक एजिडो समूह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं यहां पर दोनों आयरन के बीच सिंगल म्यू ऑक्सो ब्रिजिंग है अब ऐसी प्रजातियों की मीमीक करने के लिए वैज्ञानिकों या सिंथेटिक रसायनज्ञ ने लंबे समय तक काम किया है और काफी सफलतापूर्वक इन प्रजातियों के मॉडल को बना भी लिया है पूर्व प्रयासों में डाई आयरन मॉलिक्यूल को संश्लेषित करने के लिए ट्रिसैप्राजोलिबोलेरेट लिगैंड का उपयोग किया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह दो आयरन के केंद्र के बीच में यह एसीटेट बाध्य मध्यवर्ती ब्रिज के साथ साथ यह ऑक्सो ब्रिज भी है लेकिन यहां पर वेकेंट कोआर्डिनेशन साइट नहीं है दोनों आयरन के केंद्र में आयरन के 3 केंद्र हैं यह एक मॉडल अध्ययन या सिंथेटिक अध्ययन है ठीक है यह वास्तव में एंजाइम नहीं है यह सिंथेटिक अध्ययन है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्येक आयरन के पास 3 नाइट्रोजन है और आपको याद होगा कि एंजाइम में एक तरफ केवल दो 2 हिस्टिडाइन या 2 नाइट्रोजन है ठीक है इस तरह से यह मीमीक अध्ययन काफी रोमांचक है हालांकि इस मामले में यह सही मीमीक नहीं है लेकिन ये शुरुआती प्रयास भावी पीढ़ी को अध्ययन के लिए काफी प्रेरणा देते हैं और फिर बाद में इस तरह की संरचना डीऑक्सी एंजाइम या ऑक्सी हेमीथ्रिन संरचना से बिल्कुल मेल खाने में सक्षम होंगे हम जल्द ही उन्हें देख सकेंगे यह 1991 की ऑक्सी हेमरथ्रिन की एक एक्स रे संरचना है यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये दो आयरन सेंटर डीऑक्सी फॉर्म में है और यह हाइड्रॉक्सो ब्रिजिंग भी यहां हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया या ऑक्सिजनेशन से हाइड्रो पर ऑक्सो मध्यवर्ती बनाता है और आप देख सकते हैं यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह हाइड्रो पर ऑक्सो यहां पर जुड़ा हुआ है और मुझे आपको यह बताना होगा की हेमिथ्रिन का आसानी से क्रिस्टलीकरण हो जाता है यह उन एंजाइमों में से एक है जिन्हें काफी आसानी से क्रिस्टलीकृत किया जा सकता और इन क्रिस्टल संरचना को ऑक्सीजन बाध्य रूप से भी प्राप्त कर लेना काफी आश्चर्यजनक है वैसे कई अध्ययन किए जा चुके हैं यह एक अध्ययन है जो खुद प्रोफेसर स्टीव लिपपर्ड समूह ने किया था और इन मामलों में हेमरथ्रिन मॉडलिंग के इस डाइऑक्सीजन बाइंडिंग केमिस्ट्री को किया गया है एक चीज जिसका हमने पिछले मामले में भी उल्लेख किया था कि हालांकि यह ट्रिसैप्राजोलिबोरेट मीमीक बहुत अच्छा था और इसका शुरुआती चरण प्रभावी था लेकिन 3 हिस्टिडीन और 2 हिस्टिडीन मोटिफ के बजाय कई लिगैंड थे यह 3 हिस्टडीन 3 हिस्टडीन मोटिफ या 3 नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन मोटिफ था आपको पता होना चाहिए कि हिस्टिडाइन को हूबहू मीमीक करना आवश्यक नहीं है आप पाइरिडीन या इमिडाज़ोल भी ले सकते हैं मेरा मतलब है कि आप इन सभी अध्ययनों को एक जैसे हेटेरो एटम के साथ किया जा सकता है तो हिस्टडीन में आयरन का नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेशन है सिंथेटिक केमिस्ट किसी भी ऐसे लिगंड को ले सकता है जिसमें नाइट्रोजन कोआर्डिनेशन हो वह एरोमेटिक जैसे कि यह पाइरिडिन नाइट्रोजन हो सकता है या यह एलिफेटिक नाइट्रोजन भी हो सकता है यह कोई भी हो सकता है जैसे इमीडाजोल नाइट्रोजन जो हिस्टिडाइन को काफी अच्छी तरह से मीमीक करता है यह सिर्फ हिस्टडीन तक सीमित नहीं है कोई भी नाइट्रोजन युक्त लिगैंड लिया जा सकता है ठीक है इन मामलों में इस तरह के यौगिक की एक श्रृंखला को संश्लेषित किया गया है और यह ध्यान रखना काफी दिलचस्प है कि शोधकर्ताओं ने 3 हिस्टिडाइन की जगह प्रत्येक आयरन में दो नाइट्रोजन को ले लिया है और इनमें से एक के पास ओटीएफ है और बाद में इस ओटीएफ कोऑर्डिनेशन को किसी अन्य नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन जैसे कि इमिडाज़ोल पाइरिडिन कोआर्डिनेशन या एजिडो कोआर्डिनेशन द्वारा विस्थापित किया जा सकता है ओटीएफ को विस्थापित करते समय किसी भी विलायक या अतिरिक्त मोनोडेंटेट लिगंड को लीगेट किया जा सकता है लेकिन दिलचस्प यह है कि कम तापमान पर किए गए ऑक्सीजन केमिस्ट्री से पता चलता है की हाइड्रो पर ऑक्सो स्पीशीज को सिंथेटिक कॉन्प्लेक्स में बनाया जा सकता है ठीक है सिंथेटिक मॉडलिंग एंजाइम को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देता है अगर यह पूर्ण रूप से सही है तो यह प्राकृतिक एंजाइम के डाटा से पूरी तरह से मेल खाएगा अगर सिंथेटिक रसायनज्ञ मिमिक करने में पूर्ण सक्षम हो तो केमिस्ट्री को पूर्ण विस्तार के साथ और पूरी डिटेल में करना काफी रोमांचक होगा और इस तरह की समझ और क्षमता एक उत्प्रेरक संश्लेषण को जन्म दे सकती है और यह प्रक्रिया को समझने में सहायता करेगी और साथ ही अगर एंजाइम अध्ययन कोई कमी भी हो तो वह इस सिंथेटिक मिमिक अध्ययनों से दूर की जा सकती है इन मामलों में हालांकि एंजाइम अध्ययन काफी अच्छे ज्ञात हैं लेकिन कई मामलों में एंजाइम अध्ययनों का पता नहीं है बहुत सारे मेटालोएंजाइम अध्ययन बहुत आसान नहीं हैं इसलिए इस तरह के सिंथेटिक अध्ययन काफी रोमांचक हैं आप यह जानकर बहुत उत्साहित होंगे कि मनुष्य इन हेमिथ्रिन को समझने और उसकी मिमिक करने में सक्षम हो गया है ठीक है अगर आप इन कंपाउंड्स के आंकड़ों पर गौर करें जो एक आयरन हाइड्रो पर ऑक्सो स्पीशीज है तो मॉसबीर रमन अनुनादयूवी विज़ स्पेक्ट्रा सहित सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा लगभग जितना हो सकता है उतना मैच करते हैं ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि ये अलग अलग बाय डेटेड लिगैंड सिस्टम हैं जो आसानी से बाय डेटेड लिगैंड से बनाए जा सकते हैं ये कुछ उदाहरण हैं और इनमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच 844 वेव नंबर पर है आपको याद होगा कि यह पहले 842 था और अब यह 844 वेब नंबर हैं और केवल यह ही नहीं बल्कि ऑक्सीजनको लेबल करना भी संभव है यह सामान्य ऑक्सीजन है और फिर यह ओ 18 लेबल ऑक्सीजन इसके कारण रमन अनुनाद स्पेक्ट्रा 844 वेब नंबर से 798 वेव नंबर में शिफ्ट हो गया है एंजाइम के मामले में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा भी विशेष होता है तो यह एक ऐसा यौगिक है जहां इस तरह के लिगैंड और फिर एन मिथाइल इमिडाज़ोल जुड़ा हुआ है और हाइड्रो पर ऑक्सो स्पीशीज भी बनती है यह रिपोर्ट प्रोफेसर स्टीव लिपर्ड द्वारा दी गई है इसलिए मुझे आशा है कि आप मिमिक सिंथेटिक मिमिक को समझ पाने में सक्षम हैं और ये इन एंजाइमों के अधिक से अधिक विवरणों को समझने में साथ ही साथ एक मैटेलोएंजाइम के प्रत्येक पहलू को समझने में यह काफी उपयोगी होने वाले हैं जैसा कि यह प्रकृति में पूर्णता के साथ हैं मेरे हिसाब से यह काफी अद्भुत है तो आइए हमने अब तक जो चर्चा की है हम उसका अवलोकन करने का प्रयास करें हमने देखा है कि ये हेमिथ्रिन एक समुद्री अकशेरुकी का हिस्सा है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये डाई आयरन केंद्र हैं जो पूरी तरह से कई लिगैंड द्वारा जुड़ा हुआ है एक एस्पेरेट एक ग्लूटामेट और एक हाइड्रॉक्साइड यह एक हेटेरो डाई आयरन कोर है एक तरफ 3 हिस्टिडाइन है दूसरी तरफ 2 हिस्टिडाइन है जब यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो इस दूसरे आयरन के इस वेकेंट पोजीशन पर ऑक्सीजन को बांधता है और एक पर ऑक्सो बनाता है कोई भी पर ऑक्सो नहीं बल्कि यह केवल हाइड्रो पर ऑक्सो को ही बनाता है और यह बनने के दौरान एक प्रोटॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण भी होता है ठीक है तो मुझे आशा है कि यह आपको स्पष्ट हो गया होगा यह ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच 844 वेव नंबर है यह संख्या सिंथेटिक एनालॉग या सिंथेटिक मिमिक से मैच करती है जहां यह आवश्यक नहीं कि तीन नाइट्रोजन हिस्टडीन के हो बल्कि लिगेंड के तीन नाइट्रोजन एंजाइम कोर के इस तरफ ही नहीं बल्कि इस बाई तरफ से भी दो नाइट्रोजन एक हाइड्रो पर ऑक्सो और यह ऑक्सो ब्रिज मिमिक करते हैं इस तरह की संरचना पूरी तरह से मिमिक संरचना है दशकों से इस एंजाइम को समझने का लगातार प्रयास किया जा रहा है अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं जब हम मान सकते हैं कि हम इसे थोड़ा विस्तार से समझ गए हैं लेकिन 70 और 80 के दशक में यह काफी प्रारंभिक अवस्था में था जो वर्षों और दशकों के बाद अब परिपक्व हो गया है काफी दिलचस्प बात है और मुझे उम्मीद है कि आपने भी यह ध्यान दिया होगा कि ये रमन अनुनाद इस प्रकार की प्रजातियों के लिए या इस तरह के मध्यवर्ती के कैरक्टराइजेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण उपकरण हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये मध्यवर्ती बहुत संवेदनशील हैं ये अक्सर केवल कम तापमान वाले स्थिर मध्यवर्ती होते हैं आप इन मध्यवर्ती को कमरे के सामान्य तापमान पर नहीं देख पाएंगे और यह मिमिक करने के लिए काफी अभूतपूर्व है और इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक को इन प्रजातियों को क्रिस्टल संरचना के साथ या इसके बिना कैरक्टराइज करने के लिए एक मानक के रूप में उपयोग किया जाता है अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच सही प्रजातियों को निर्धारित करेंगे उदाहरण के लिए अगर यह अपघटित होता है तो स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी और साथ ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की लंबाई भी बढ़ जाएगी लेकिन इसके लिए आपके पास क्रिस्टल संरचना होनी चाहिए जो कि बहुत सारे मामलों में संभव नहीं है और इसलिए इस प्रकार का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है बस एक रमन अनुनाद संरचना या रमन अनुनाद स्पेक्ट्रा आपको बता देगा कि वास्तव में क्या है बेशक एक क्रिस्टल प्राप्त करना सही है लेकिन इस तरह की प्रजातियों के लिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ता है जैसे कि कम तापमान यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम और रमन अनुनाद और यदि संभव हो तो लो टेंपरेचर ईपीआर और एनएमआर और मोसबॉयर उदाहरण के लिए यह मोसबॉयर स्पेक्ट्रा है जो विशेष रूप से यह बताता है यहां किस प्रकार की स्पिन अवस्था है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी के अलावा अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक भी हैं अगर आपके पास एक्स रे है तो बढ़िया है अगर नहीं है तो XXAPS XSAPS या इस तरह की विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार की प्रजातियों के इन मध्यवर्ती को पूर्ण रूप से कैरक्टराइज कर सकते हैं यह बहुत संवेदनशील और निश्चित रूप से काफी महंगा अध्ययन है लेकिन फिर भी अब इसे नियमित रूप से किया जा सकता है पिछले कुछ दशकों में विकास के कारण इन प्रजातियों का कैरक्टराइजेशन अधिक विस्तार से हो पाया है हमने अजाइढो बाउंड हेमरथ्रिन और इनके मिमिक के पहलू को देखा है कि लोगों ने कैसे और क्या किया है इसमें से ऐसे कई अध्ययन हैं जो किए गए हैं हम इसे सरल रूप में रखेंगे इसके विस्तार में नहीं जाएंगे शुरुआती प्रयास काफी अच्छे थे लेकिन पुनरावृति डिजाइनिंग से इसका पता चला कि यह खाली कोऑर्डिनेशन साइट को मिमिक नहीं कर रहा था यह क्रिस्टल संरचना हम पहले की ड्राइंग में देख चुके हैं यह Lippard समूह द्वारा किया गया अभूतपूर्व अध्ययन है जो हमने एंजाइम में देखा है यह उसको पूर्ण रूप से मिमिक करते हैं इसके साथ मैं यह निष्कर्ष निकालती हूं कि अब हम इन वर्णक्रमीय विशेषताओं को साथ ही इन एंजाइमों को अधिक से अधिक विस्तार से समझने देखने में सक्षम हैं हेमिथ्रिन और अन्य संबंधित विषयों का अध्ययन करते रहें और हम अगली कक्षा में जल्द ही आपके पास लौटेंगे